हम फीचर मैचिंग और मॉडल फिटिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले दो व्याख्यानों में हमने फीचर वैक्टर्स के मिलान की तकनीकों और उस समस्या की कुशल संगणना के बारे में चर्चा की इस व्याख्यान में हम मॉडल फिटिंग के मुद्दे पर विचार करेंगे तो इस फिटिंग मॉडल के लिए कम्प्यूटेशनल समस्या यह है कि डेटा बिंदुओं के बीच संबंध स्थापित करने के लिए हमें एक मॉडल को फिट करने की आवश्यकता है कम्प्यूटेशनल समस्या का प्रस्ताव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा बिंदुओं का एक सेट होना चाहिए इसलिए हमें डेटा बिंदुओं को प्राप्त करना चाहिए और फिर हमें उन डेटा बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए एक उपयुक्त मॉडल को फिट करने की जरूरत है जैसा कि हमने उल्लेख किया है डेटा बिंदुओं के बीच अनुरूपता स्थापित करने के लिए हमें एक उपयुक्त मॉडल को फिट करने की आवश्यकता है तो पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने चर्चा की कि हम कैसे फ़ीचर पॉइंट्स का पता लगाकर और फिर अलग अलग छवियों में कई व्यूज़ में फ़ीचर पॉइंट्स का मिलान करके इन डेटा बिंदुओं को प्राप्त कर सकते हैं आप अनुरूपता स्थापित कर सकते हैं और ऐसी कई समस्याएं हैं जिन में मॉडल फिट करने के लिए इस अनुरूपता की आवश्यकता है कुछ उदाहरण हो सकते हैं जिनकी हमने अपने पिछले विषयों में चर्चा की है उदाहरण के लिए यदि दो छवियों में संबंधित पीक्सेल्स के बीच यह होमोग्राफी मौजूद है तो होमोग्राफी मैट्रिक्स का परिकलन कैसे करें यह खुद अपने आप में एक मॉडल फिटिंग समस्या है हम पहले ही इसके समाधान पर चर्चा कर चुके हैं तो इस व्याख्यान में हम इस तरह की कम्प्यूटेशनल समस्या से संबंधित कुछ और सामान्य मुद्दों पर विचार करेंगे दो स्टीरियो छवियों में अनुरूप बिंदुओं के बीच मौलिक मैट्रिक्स का परिकलन एक और उदाहरण हो सकता है यहां तक कि अगर मैं आपको 2 डी बिंदुओं का एक सेट देता हूं तो आप उनके मध्य से गुजरने वाली एक सीधी रेखा या परवलयिक वक्र या वृत्त या उच्च डिग्री बहुपद वक्र कैसे बना सकते हैं मॉडल के इस तरह के प्रचलन या संबंधों के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का उपयोग करके ही आप इन बिंदुओं के साथ सटीक दृश्य मॉडल प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं डेटा बिंदुओं को पाने के लिए हमें छवियों से प्राप्त डेटा बिंदुओं के संदर्भ में विभिन्न पूर्व प्रसंस्करण तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता होती है जैसे कि विभिन्न पूर्व प्रसंस्करण तकनीकें और फीचर डिटेक्शन विवरण मिलान जिनकी हम पिछले व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं तो जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था कि कम्प्यूटेशनल समस्या को परिभाषित करने के लिए मॉडलों का ज्ञान महत्वपूर्ण है मॉडलों का वर्ग या परिवार का गणितीय रूप क्या होना चाहिए उदाहरण के लिए हम दो दृश्यों या एक त्रि आयामी दृश्य की कुछ छवियों की छवि बिंदुओं के बीच होमोग्राफी संबंधों के गणितीय रूप को जानते हैं हम जानते हैं कि द्वि आयामी प्रक्षेपीय परिवर्तन के लिए परिवर्तन मैट्रिक्स केवल 3 X 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के रूप में होना चाहिए तो उस ज्ञान का उपयोग करते हुए हमने उस समस्या को हल कर लिया है जिसकी हम पहले ही पिछले विषय में चर्चा कर चुके हैं इसी तरह एक स्टीरियो ज्यामिति में मौलिक मैट्रिक्स का रूप और उसकी भूमिका जो हम जानते हैं और उन्ही संबंधों की मदद से हम अनुरूप बिंदुओं के सेट से एक मूलभूत मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं हमें उस मूलभूत मैट्रिक्स की संरचना तथा उसके गुणों का ज्ञान होना चाहिए जैसे कि यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और यह भी कि वह मैट्रिक्स किस प्रकार उन अनुरूप बिंदुओं के बीच संबंध दर्शाता है जो किसी मॉडल की फिटिंग करते समय उपयोग किए जाने की संस्तुति करते हैं एक कैमरे का प्रक्षेपीय मैट्रिक्स इसका रूप भी हमने देखा है कि यह रूप 3 X 4 मैट्रिक्स के रूप में कैसे प्राप्त किया जा सकता है जहां यह एक त्रि आयामी दृश्य बिंदु को प्रक्षेपीय स्पेस या होमजीनीअस कोऑर्डनेट सिस्टम्स के एक छवि बिंदु पर इंगित करता है तो त्रि आयामी दृश्य बिंदुओं और उनके अनुरूप छवि बिंदुओं के बीच अनुरूप बिंदुओं के एक सेट का पता लगा कर या प्रदान कर हम इन मॉडल फिटिंग तकनीकों का उपयोग करके एक प्रक्षेपीय मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं इस पर भी पिछली बार चर्चा हो चुकी है इसलिए एक मॉडल का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है यह एक विशेष प्रणाली के ज्ञान या विश्लेषण से या इस विश्लेषण से आता है कि डेटा कैसे उत्पन्न किया गया है डेटा कैसे प्राप्त किया गया है वहां से आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और आप एक उपयुक्त मॉडल का चुनाव कर सकते हैं लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी हैं जहां आप मॉडल की संरचना को ठीक से परिभाषित करने में सफल न हो पायें तो आपको अनुमान लगाना पड़ सकता है हम कुछ सहज या कुछ बुद्धिमत्त अनुमान लगा सकते हैं लेकिन फिर भी आपको ठीक से पता नहीं है कि उस मॉडल में कितने स्वतंत्र पैरामीटर्स लिए गए होंगे जो मॉडल बनाने के काम आ सके है तो यह कैसे पता लगाया जाए कि जब आप किसी बुद्धिमत्त या सहज अनुमान का उपयोग करके एक मॉडल चुनते हैं आपके डेटा फिटिंग में वह मॉडल उपयुक्त है तो उसके लिए कुछ नियंत्रण और संतुलन मौजूद हैं विशेष रूप से आपको उस स्थिति में फिटिंग की त्रुटि पर विचार करने की जरूरत है विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं जिनका उपयोग किया जाता है हमने फिटिंग होमोग्राफी मैट्रिसेस या मौलिक मैट्रिसेस या प्रक्षेपीय मैट्रिसेस के अपने पिछले मॉडल फिटिंग तकनीकों में पूर्वानुमानित मूल्य और अवलोकित मूल्य के बीच औसत वर्ग त्रुटि का भी उपयोग किया है इसी तरह औसत वर्ग त्रुटि का उपयोग किया जा सकता है और हम विभिन्न अन्य संदर्भों में औसत वर्ग त्रुटि को परिभाषित भी कर सकते हैं केवल यह समझाने के लिए कि औसत वर्ग त्रुटि का मतलब क्या है हालांकि यह हमारे विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो ही चुका होगा बस उस तथ्य को विस्तृत रूप से समझाना है मान लो आपके पास कुछ डेटा है तो मैं मान लेता हूँ कि आपका माप एक अदिश राशि है जो y है और जो एक फीचर वेक्टर पर निर्भर करती है तो एक फीचर वेक्टर के अनुरूप आपके पास एक माप y है और आपने माना है कि फीचर वैक्टर और आपके माप के बीच एक कार्यात्मक संबंध मौजूद है यह वह मॉडल होगा जिसे आप लेने की सोचेंगे मान लीजिए कि आप इन फ़ंक्शन्स के रूप को जानते हैं और इस फ़ंक्शन को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों को लागू करते हैं इसलिए जब आप वास्तव में एक मॉडल लागू करते हैं तब आपको जो मूल्य मिलता है वह एक मॉडल पूर्वानुमानित मूल्य है और यह वह अवलोकित मूल्य है जो देखा गया डेटा है तो अवलोकित और पूर्वानुमान के बीच की त्रुटि को वर्ग त्रुटि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है चूँकि मैंने इस विशेष मामले में मान लिया है कि यह एक अदिश मान है इसलिए मैं बस उनका अंतर ले सकता हूं आप इस अवधारणा का विस्तार कर सकते हैं अगर आपका अवलोकन भी एक वेक्टर है तो आप उस मामले में अंतर के मानक का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं हालाँकि औसत वर्ग त्रुटि यह है कि आपके पास बहुत सारे अवलोकन हैं मान लीजिए आपके पास n अवलोकन हैं और मैं इस जोड़ी को गणितीय रूप से इस रूप में पेश करता हूं तो इसका मतलब है कि मेरे पास n अवलोकन हैं तो उस स्थिति में औसत वर्ग त्रुटि प्रत्येक अवलोकन के लिए होगी मैं अनुरूप पूर्वानुमानित मूल्यों का पता लगाऊंगा जो इस रूप में दिखाया गया है तो मैं इन सभी वर्ग विचलन त्रुटियों के वर्ग का योग करूंगा और इनका औसत निकालूँगा जो की औसत वर्ग त्रुटि है 𝑀𝑆𝐸 𝑁∑𝑦𝑖 𝑖1 − 𝑦̅𝑖2 हकीकतन आपने इस त्रुटि को पूर्व के कम्प्यूटेशनल समस्या में होमोग्राफी मैट्रिक्स मूलभूत मैट्रिक्स या प्रक्षेपीय मैट्रिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है उनकी औसत वर्ग त्रुटी को असमानता वेक्टर मानक औसत असमानता वेक्टर मानक के रूप में दर्शाया है चलिए अब अन्य पहलुओं की ओर देखते है यह एक औसत वर्ग त्रुटी का विशेष उदाहरण है मॉडल में दिए हुए डेटा जो इस तरह से परिभाषित है से आप मॉडल की ताकत को आंक सकते है मॉडल में दिए हुए डेटा की घटित होने की क्या सम्भावना है इसलिए इसका मापदंड उच्च होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि यह संभाव्यमात्मक माप है यह संभाव्यमात्मक मूल्य 0 से 1 के बीच होना चाहिए और अगर यह उच्च है तब मॉडल फिटिंग अच्छा है जो एक प्रकार से मॉडल्स का मूल्यांकन है और यह तय करता है कि मॉडल कितना अच्छा है या अगर आपके पास प्रतिस्पर्धी मॉडल्स हैं और उनकी संभाव्यता को निकाला जा सकता है तो उनके तुलनात्मक अनुपात द्वारा कौनसा मॉडल उचित होगा तय किया जा सकता है उसके लिए विद्या या सिद्धांत हैं जो इस उदाहरण में मैं सहजज्ञान तर्क के रूप में दे रहा हूँ मॉडल का साइज़ महत्वपूर्ण है मॉडल में मौजूद निष्पक्ष पैरामीटर्स की संख्या मॉडल के साइज़ को दर्शाते हैं साइज़ को परिभाषित करने की यह एक संक्षिप्त राह है अगर आपके मॉडल में पैरामीटर्स की संख्या अधिक है तो आपका मॉडल जटिल है यह मोटी मोटी कल्पना है इसलिए आपको विशिष्ट साइज़ को चुनना होगा मान लीजिये आपके पास आपके नापे गए मापन तथा फीचर वेक्टर्स के बीच साधारण रेखाकार संबंध हैऔर फीचर वेक्टर्स में n घटक हैं तब उस रेखाकार मॉडल की परिस्थिति में आप लिख सकते है 𝑦 𝑎1𝑥1 𝑎1𝑥1 ⋯ 𝑎𝑛𝑥𝑛 मान लो आपका फीचर वेक्टर n आयामों वाला अंश है इस तरह से इसे n आयाम स्पेस में प्रस्तुत किया है और आप एक कांस्टेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप उसका अपने मॉडल में भी उपयोग कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि आपके रेखाकार मॉडल में n1 पैरामीटर्स हैं वह स्वत्रंत पैरामीटर्स हैं इस उदहारण में आपने प्रमाणित किया कि वह स्वतंत्र हैं या नहीं वह समस्या पर निर्भर करता है फ़िलहाल मान के चलें कि वह स्वतंत्र हैं यह एक प्रकार का मॉडल का साइज़ है अगर आप केवल फीचर वेक्टर्स का एक सबसेट ही लेते है जहाँ इन अवलोकनों से कुछ आयाम ही सम्बन्ध रखते हैं तब मॉडल का साइज़ भी कम हो जायेगा या यदि आप अरैखिक फॉर्मस का प्रयोग करना चाहे तब भी वहाँ अरैखिक गुणांक आ जायेंगे तथा मॉडल का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर पैरामीटर्स की संख्या अधिक होगी तो यह रहे कुछ उदाहरण जो बताते हैं कि मॉडल के विवरण पर आधारित स्वतंत्र पैरामीटर्स की यह संख्या बदलती है तथा एक प्रकार से वही मॉडल की जटिलता तय करते है इस प्रकार सवाल यह है कि मॉडल किस रूप में होना चाहिए उस असमंजस की परिस्थिति में जब जैसा की पिछली बार बताया गया था जिसमे उचित ढांचे को परिभाषित करने के लिए ज्ञात गुणों वाले होमोग्रफिक मैट्रिक्स मूलभूत मैट्रिक्स या प्रक्षेपीय मैट्रिक्स तय किये गए थे और उनका बनाने में उपयोग किया था किन्तु कुछ परिस्थितियों में आप इसे बना नहीं पाएंगे तब आपको सहजज्ञान या चातुर्यपूर्ण अटकलों द्वारा इस ढांचे को बनाना होगा और फिटिंग की त्रुटियों को देखना होगा या उस मॉडल पर आधारित संभावित डेटा को फिर तय करना होगा की मॉडल उचित है या नहीं जब आप मॉडल की निष्पादन क्षमता को आंक रहे होंगे तब आपको दो प्रकार की त्रुटियों को देखना होगा एक तो प्रशिक्षण त्रुटि दूसरी परिक्षण की त्रुटि प्रशिक्षण त्रुटि मशीनी अध्यापन के दृष्टिकोण से उद्भावित है जब हम प्रशिक्षण करने हेतु मॉडल में डेटा फिट करते हैं और परखने के लिए दूसरा डेटा जिसे प्रशिक्षण के डेटा सेट से अलग रखा गया था और प्रशिक्षण डेटा सेट का असली मूल्य जो मूलभूत मूल्य भी है और हम उसकी पूर्वानुमानित मूल्यों से तुलना करते है तब हमें परिक्षण त्रुटियाँ मिलती हैं अब हम प्रशिक्षण त्रुटियों और परिक्षण त्रुटियों को देखते हुए मॉडल फिटिंग की योग्यता तय कर सकते है उदाहरणार्थ अगर आपकी प्रशिक्षण त्रुटियाँ बहुत अधिक हैं वह अपने आप में बताता है कि मॉडल कमजोर है डेटा का प्रतिपादन नहीं कर पा रहा है यह अन्डर फिटिंग का मामला है और आपको मॉडल में निहित पैरामीटर्स की संख्या को बढ़ाना होगा अगर प्रशिक्षण त्रुटियाँ कम हैं तो उसका मतलब है कि प्रशिक्षण में आप पर्याप्त है क्योंकि आप जानते हैं कि एरर टर्म कम है लेकिन परिक्षण के दौरान आपको बहुत ज्यादा परिक्षण त्रुटियाँ मिल रहीं हैं तो इसका मतलब होता है की आपका मॉडल डेटा पर निर्भर है और हम उसे ओवर फिटिंग कहते हैं वह सिर्फ डेटा को लेकर त्रुटियों को न्यूनतम करने की कोशिश करता है अगर आप फिटिंग में अन्य डेटा जिसका फिटिंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था उस डेटा सेट को लेकर मॉडल को व्यापक करना चाहते हैं तब आपका मॉडल वास्तव में अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है यह ओवर फिटिंग की समस्या है अब हमें कौनसे मॉडल के ढाँचे को लेना है सोचना होगा अधिक संभावना यह है कि हमने बहुत सारे पैरामीटर्स ले लिए हैं उस अवस्था में आपको कम पैरामीटर्स लेने चाहिए उपयुक्त स्थिति में प्रशिक्षण और परिक्षण त्रुटियाँ आपको कम ही मिलेंगी तब इससे आपको अच्छा फिट होने का भरोसा मिलता है मॉडल फिटिंग के कुछ उदाहरण जो इमेजिंग में देखे गए हैं होमोग्राफी परिकलन मूलभूत मैट्रिक्स परिकलन या प्रक्षेपीय मैट्रिक्स परिकलन या कैमरा मैट्रिक्स परिकलन के मॉडल फिटिंग के कुछ उदाहरण हमने देखें हैं किन्तु द्वि आयामी दृश्यों में ज्यामितिक सम्बन्ध देखते हुए कुछ साधारण मॉडल भी हैं मै बता चुका हूँ कि दिए हुए बिंदुओं के सेट द्वारा उन रेखाओं को पाना होगा जो इन बिंदुओं से बनाई जा सकें अब मॉडल यह है एक विशिष्ट रेखा पर वह सारे बिंदु पड़ रहे हैं और उस रेखा को उसके पैरामीट्रिक रूप द्वारा परिभाषित किया जा रहा है वह एक वक्र या कोई अनियंत्रित आकार हो सकता है यह परिदृश्य लीजिये और उस आकार में एक वस्तु विशेष का परिसीमित घेरा दिखाया गया है और अन्य चित्र में हम देखना चाहेंगे कि वह वस्तु मौजूद है या नहीं बहुभुजीय मॉडल को प्रयोग करते हुए या उस प्रकार के आकार के वर्णित परिसीमन का प्रयोग करते हुए हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अन्य नमूनों में भी उसका अस्तित्व है या नहीं लेकिन यह मॉडल अनियंत्रित आकार के लिए कुछ क्लिष्ट है तो अब सवाल यह है कि सुयोग्य मॉडल या सुयोग्य प्रकार का मॉडल तय कैसे किया जाए जो डेटा बिन्दुओं के बीच सम्बन्ध तय कर पायेगा तो मॉडल फिटिंग में विभिन्न मुद्दे शामिल हैं जैसे आपका अवलोकन नॉइज़ी हो सकता है या उसमें त्रुटि हो सकती है उदाहरण के लिए जब आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं तब भी आप विभिन्न कम्प्यूटेशनल तकनीकों एवं विभिन्न प्रकार के अनुमानों को लागू कर रहे हैं इस अनुमान में कुछ त्रुटि होगी हो सकता है फीचर लोकेशन्स ठीक से न पाए गए हों उन लोकेशन्स के बारे में निर्णय लेने में कुछ त्रुटि हो सकती है कुछ ऐसा डेटा हो सकता हैं जो उस प्रक्रिया से उत्पन्न न हुआ हो जो मॉडल पर फिट हो सकता हो इन्हें अव्यवस्था या आउटलायर्स कहते हैं मान लो कि दो छवियों में अनुरूपित बिंदुओं के बीच एक होमोग्राफी मौजूद है और आप जानते हैं कि एक प्लेनर दृश्य एक होमोग्राफी को प्रेरित करता है धारणा यह है कि वे बिंदु उन दृश्य बिंदुओं में से हैं जो एक ही प्लेन पर हैं लेकिन यह आपके अवलोकन में आपके मापों में या आपके प्रयोगों में हो सकता है कि जब आप अनुरूपता स्थापित करते हैं जब आप उन डेटा बिंदुओं को प्राप्त करते हैं तो उनमें से कुछ प्लेन से बाहर हो सकते हैं कुछ दृश्य बिंदुओं की छवियां जो एक ही प्लेन पर नहीं हैं इसलिए यदि आप होमोग्राफी मैट्रिक्स को स्थापित करना चाहते हैं जो एक त्रुटि प्रदान करेगा जो उन मॉडलों के लिए एक गलत माप देगा और चूंकि आप समग्र त्रुटि अनुकूलन करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक समस्या बन जाएगी कई रेखाएँ हो सकती हैं आपका मॉडल एकल रेखा के लिए है लेकिन वास्तव में कई रेखाएँ हैं तो फिर एकल रेखा का मॉडल वहां लागू नहीं होगा कुछ डेटा गुम भी हो सकता है उदाहरण के लिए ऑक्लूशन हो सकता है जो कि एक प्रकार की आंशिक जानकारी है जिसे आप अपने डेटा बिंदुओं में देखते हैं इस स्थिति में मॉडल की पूरी तस्वीर नहीं आ पाएगी अब इस व्याख्यान में हम एक विशेष प्रकार की मॉडल फिटिंग की समस्या पर विचार करेंगे जिससे आपको उन मुद्दों के बारे में जिन पर हमने चर्चा की है और उन्हें संभालने के लिए कुछ तरीकों के बारे में कुछ अंदाज़ा हो पाए इनको विस्तृत करके और अधिक जटिल मॉडल की फिटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है हम केवल द्वि आयामी बिंदुओं पर एक सीधी रेखा को फिट करने के एक बहुत ही सरल मॉडल पर विचार कर रहे हैं और हम इन दिखाई गई तकनीकों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे न्यूनतम वर्ग कुल न्यूनतम वर्ग रेंडम सैम्पल अनुकूलता तकनीक हौग ट्रांसफॉर्म तकनीक जिसका उल्लेख यहाँ हौग वोटिंग की तरह किया गया है वास्तव में इन तकनीकों को अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया गया है मान लीजिए आपके पास एक रेखा से संबंधित बिंदु हैं और आपको इष्टतम रेखा पैरामीटर्स ढूँढने हैं तो न्यूनतम वर्ग तकनीक लागू होती हैं ये तकनीक बहुत उपयोगी एवं उपयुक्त हैं लेकिन मान लें कि उनमें कुछ आउटलायर्स हैं तो हमें रेंडम सैम्पल कन्सेन्सस तकनीक जिसे संक्षेप में RANSAC कहते हैं जैसी किसी तकनीक के बारे में सोचना चाहिए हम देखेंगे कि यह विभिन्न प्रकार के मॉडलों को फिट करने का एक बहुत ही सामान्य तरीका है जहाँ हमें उम्मीद है कि डेटा में आउटलायर्स होंगें या डेटा में अव्यवस्था होगी जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था यदि हमारे पास बहुत अधिक रेखाएँ हैं और आप एक मॉडल फिट करना चाहते हैं तो वोटिंग के तरीके उपयुक्त हैं जैसे कि हौग ट्रांसफॉर्म का रूपांतरण वहां लागू होता है इस व्याख्यान में हम इन विभिन्न प्रकार की तकनीकों पर चर्चा करेंगे आइए हम पहले लाइन फिटिंग के लिए न्यूनतम वर्गों की तकनीकों पर विचार करें इस समस्या में आपके पास एक डेटा है जो द्वि आयामी बिंदुओं के सेट के रूप में दिया गया है यहाँ n बिन्दु हैं और आप देख सकते हैं कि उनके निर्देशांक को इस रूप में लक्षित किया गया है जिसका अर्थ है यदि आपके पास i th बिंदु है तो मेरे प्रतिनिधित्व में इसके निर्देशांक को xi और yi के रूप में दर्शाया गया है और मॉडल में इन निर्देशांकों के बीच का संबंध एक सीधी रेखा का समीकरण है यह असल में रैखिक संबंध नहीं है जैसा कि आप जानते हैं कि सीधी रेखा आपको एक रैखिक संबंध नहीं देगी इसे अफाइन संबंध कहा जाता है बोलचाल की भाषा में भले ही हम इसे एक रैखिक फिट कहते हैं लेकिन वास्तव में यह एक अफाइन संबंध है बहरहाल हम जानते हैं कि द्वि आयामी समन्वय प्रणाली में एक रेखा का प्रतिनिधित्व परिचित मॉडल y mx c से किया जाता है किसी i th उदाहरण के लिए हम इसे ऐसे लिखते हैं yimxic फिर इस रूप में फिट की त्रुटि को व्यक्त किया जा सकता है 𝑛 𝐸 ∑𝑦𝑖 − 𝑚𝑥𝑖 − 𝑐2 𝑖1 आप इस चित्र में देख सकते हैं यदि यह समीकरण या सीधी रेखा है जिसका समीकरण y mx c है तो यदि दिए गए xi पर y का मूल्य यह है और अवलोकित डेटा yi है तो विचलन यह लंबवत बदलाव या लंबवत अंतर है हम इसे लंबवत त्रुटि कहते हैं और ऐसे सभी विचलन का वर्ग आपको औसत वर्ग त्रुटि देगा इस तरह से त्रुटि टर्म को परिभाषित किया जाता है इसलिए हम इसे लंबवत न्यूनतम वर्ग कहते हैं क्योंकि हम इस त्रुटि को न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं हमें उस सीधी रेखा या उस m और c का पता लगाना है जो इन त्रुटियों के वर्ग का योग न्यूनतम कर दे जिसका अर्थ है कि त्रुटि को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है और फिर हमें इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है अब इसे न्यूनतम करने के लिए एम और सी पता करें अब मुझे इस व्याख्यान को यहाँ रोकना चाहिए हम समझ गए हैं कि हमें किस समस्या को हल करने की आवश्यकता है हम इस चर्चा को अगले व्याख्यान में जारी रखेंगे ध्यान देने के लिये धन्यवाद Keywords Model knowledge mean square error fitting curves occlusions RANSAC